नमस्कार इस कोर्स माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट के एक अन्य मॉड्यूल में आपका स्वागत है अब हम सप्ताह 6 में हैं यह मॉड्यूल 4 सप्ताह 6 है पिछले मॉड्यूल में हमने स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा की थी और अनकंडीशनल स्टेबिलिटी के लिए क्या शर्तें हैं और केवल सर्किट को स्टेबिल रखने के लिए क्या कंडीशन है तो आइए एक बार फिर से समीक्षा करें कि स्टेबिलिटी से हमारा क्या मतलब है IN1 out1 for all S1 L1 INL1 हमने देखा कि यदि गामा IN मॉडलस 1 से कम है या गामा OUT मॉडलस 1 से कम है तो सभी मॉड गामा S 1 से कम है और गामा L 1 से कम है इसलिए यह स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है कि गामा IN और गामा OUT मॉडलस सभी गामा S के लिए 1 से कम और गामा L मॉडलस 1 से कम होना चाहिए यदि गामा IN या गामा OUT का मॉडलस एक से अधिक है तो यह स्टेबल नहीं है तो यह अनकंडीशनल स्टेबल होने की कंडीशन है तो क्या हम यह कह सकते हैं कि गामा IN जो गामा L मॉडलस का एक फंक्शन है वह 1 के बराबर हो जाता है यह अनकंडीशनल स्टेबिलिटी और पोटेंशियल अनस्टेबिलिटी के बीच की सीमा है गामा IN 1 के बराबर गामा L मॉडलस का एक फंक्शन है जो अनकंडीशनल स्टेबिलिटी और पोटेंशियल अनस्टेबिलिटी के बीच एक सीमा है वास्तव में इसका क्या मतलब है इसका अर्थ है कि जब गामा L के फंक्शन के रूप में गामा IN है तो गामा L के वे वैल्यू जिसके लिए मॉडलस में गामा IN 1 के बराबर हो जाता है वह सीमा है इसलिए यदि हम उन पॉइन्ट्स का लोकस या गामा L के लोकस का पता लगा सकते हैं जिसमें मॉडलस गामा 1 के बराबर है तो हम यह पता लगा सकते हैं कि वह सीमा कौन सी है यदि हम उस लोकस के समीकरण को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें देखना है कि हमे इस कंडीशन को सटिस्फी करना होगा अब जिस गामा IN को हमने पहले देखा है उसको इस रूप में लिखा जा सकता है बहुत गणितीय हेरफेर के बाद हम जो लिख सकते हैं वह यह है पहली बात जो आपको नोटिस करनी है वह है यह टर्म एक कांस्टेंट है जिसे हम CL कहते हैं यह एक वेक्टर मात्रा है INL1 S11S12LS211 S22L1 L S22 S111 S22LS11S21S222 2 L CLRL यह टर्म भी एक कांस्टेंट है जिसे हमने RL कहा है इस पूरे टर्म को इस तरह लिखा जा सकता है इस पूरे इक्वेशन को इस तरह सरल बनाया गया है यह एक सर्किल की इक्वेशन है दूसरे शब्दों में कि मैं स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में अनकंडीशनल स्टेबिलिटी और पोटेंशियल अनस्टेबिलिटी सर्किट के बीच उल्लेख कर रहा था सर्कल का यह इक्वेशन जो केवल उल्लेख किया गया है आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल के रूप में भी जाना जाता है इसे आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल कहा जाता है क्योंकि यहां सर्कल गामा L पर निर्भर है जो एम्पलीफायर के आउटपुट से जुड़ा आउटपुट इम्पीडेन्स है इसी तरह आप जानते हैं कि हमारे पास इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल भी हो सकता है जो आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल के एनालोगोस है लेकिन गामा IN 0 होने के बजाय हमारा गामा OUT मॉडलस 1 के बराबर होगा outS1 तो चलिए मान लेते हैं कि यह हमारा स्मिथ चार्ट है यह स्मिथ चार्ट में यूनिट सर्कल है और यह हॉरिज़ॉन्टली शेडेड रीजन हमारा आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल है अब मैंने कहा कि आउटर सर्कल की सीमा आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल निर्धारित करती है जो अनकंडीशनली स्टेबल है और जो कि गामा L के पोटेंशियली अनस्टेबिल रीजन या पोटेंशियली अनस्टेबिल वैल्यूज़ हैं इसलिए सर्कल के अंदर या तो गामा L के वैल्यूज़ अनकंडीशनल होंगे जिससे अनकंडीशनल स्टेबिलिटी होगी या वे पोटेंशियली अनस्टेबिल सीटुएशन्स बनाएंगे अब इनमें से कौन से सर्कल के बाहर है या क्या यह सर्कल के अंदर है जो स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबिल रीजन है हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या हम इस आंकड़े को देखेंगे कि जब गामा L s11 में 0 गामा IN के बराबर है दूसरे शब्दों में s11 गामा IN के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है जब गामा L शून्य के बराबर होता है तो ध्यान दें कि इस घेरे के बाहर या तो गामा IN का मॉडलस कम या अधिक होगा चूँकि s11 गामा L के लिए गामा IN के वैल्यूज़ को दर्शाता है जो शून्य के बराबर है इसलिए s11 का मॉडलस हम कहते हैं कि s11 गामा IN की वैल्यू है ओरिजिन पर यदि s11 का मॉडलस 1 से कम है तो गामा L शून्य के बराबर है दूसरी ओर यदि s11 का मॉडलस 1 से अधिक है तो शून्य के बराबर गामा L पोटेंशियली अनस्टेबिल है इसलिए यह स्थिति है यदि s11 का मॉडलस 1 से अधिक है तो इसका मतलब है कि इस सर्कल के अंदर स्टेबिलिटी सर्कल यह आउटपुट स्टेबिलिटी रीजन है यहां नीला रीजन आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल के बाहर गामा L के उन वैल्यूज़ को दिखाता है लेकिन स्मिथ चार्ट के अंदर यूनिट रेडियस है इसलिए एक बार फिर यदि s11 का मॉडलस 1 से अधिक है तो सर्कल के बाहर पोटेंशियली अनस्टेबिल रीजन है क्योंकि ओरिजिन में गामा IN की वैल्यू s11 मॉडलस स्वयं शून्य से अधिक है इसलिए ओरिजिन पॉइन्ट को पोटेंशियली अनस्टेबिल रीजन में होना चाहिए यदि इस मामले में ओरिजिन स्टेबिलिटी सर्कल के बाहर होगी जिसका अर्थ है कि स्टेबिलिटी सर्कल के बाहर प्रत्येक पॉइन्ट पोटेंशियली अनस्टेबिल है और बस इस मामले में रिवर्स जहां s11 का मॉडलस 1 से कम है तो इसका मतलब है कि ओरिजिन पॉइंट स्टेबिल रीजन में है और चूंकि ओरिजिन पॉइंट स्टेबिल रीजन में स्थित है और ओरिजिन स्वयं आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल के बाहर है इसलिए सभी पॉइन्ट आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल के अंदर पोटेंशियली अनस्टेबिल स्थिति से मेल खाने चाहिए

outS1 S22S12SS211 S11S1 अब आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल के समान है जैसा कि मैं इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल का उल्लेख कर रहा था इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल के समीकरण के रूप में गामा OUT इस तरह दिया गया है और सरलीकरण पर यह समीकरण घट जाता है S S11 S22S112 2S12S21S112 2 S CSRS जो इस तरह लिखा जा सकता है तो फिर से यह पॉइन्ट Cs से मेल खाता है यह वेक्टर क्वांटिटी है यह पूरी एक स्केलर Rs से मेल खाती है और यह याद रखें कि इसे इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल कहा जाता है क्योंकि इस सर्कल का स्थान गामा S पर निर्भर करता है जो कि इनपुट है जो एम्पलीफायर के इनपुट से जुड़ा हुआ इम्पीडेन्स है आइए हम स्टेबिलिटी सर्कल और स्मिथ चार्ट के स्टेबिल होने का एक और मामला देखते हैं इस मामले में यह इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल है क्योंकि और हम गामा S प्लेन में हैं इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल यूनिट रेडियस के साथ स्मिथ को बिल्कुल भी नहीं टच है तो इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल का लोकस 1 के बराबर गामा के मॉडलस के अनुरूप है फिर से हमारे पास एक ही समस्या है जो पोटेंशियली अनस्टेबिल रीजन है और जो अनकण्डीशनली स्टेबिल रीजन है इस मामले में ध्यान दें कि चूंकि यह बिल्कुल भी नहीं टच है इसलिए इन दो सर्कल्स के बीच कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है इसलिए गामा S के सभी संभावित डिजाइन वैल्यू स्टेबिल या पोटेंशियली अनस्टेबिल होंगे पिछले मामले की तरह जहां दो सर्कल के बीच एक इंटरसेक्शन रीजन था वहां स्मिथ चार्ट के यूनिट सर्कल में कुछ बिंदु हो सकते हैं जो अनकण्डीशनली स्टेबिल हो सकते हैं या जो पोटेंशियली अनस्टेबिल हो सकते हैं तो फिर से स्टेबिल या अनस्टेबिल रीजन का पता लगाने के लिए प्रक्रिया वही है जो हम आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल के साथ करते हैं यदि s22 का मॉडलस 1 से कम है तो इसका मतलब है कि गामा S शून्य के बराबर है तो पॉइंट स्टेबिल है क्योंकि गामा S के शून्य के बराबर में हमारे पास s22 के बराबर गामा OUT है इसलिए यदि s11 का मॉडलस 1 से कम है और स्मिथ चार्ट में हमारे इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल की स्थिति ऐसी है इसका मतलब है कि स्मिथ चार्ट में सभी पॉइंट स्टेबिल हैं यदि s22 का मॉडलस 1 से अधिक है तो इसका मतलब है कि स्मिथ के अंदर सभी पॉइंट पोटेंशियली अनस्टेबिल हैं आप यहां मुझसे पूछ सकते हैं कि ये स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बीच सीमा में स्टेबिलिटी सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं फिर हम इसके यूनिट सर्कल के साथ इस स्मिथ चार्ट के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं हम जिस कारण पर चर्चा कर रहे हैं वह यह है क्योंकि गामा IN और गामा OUT के अलावा प्रत्येक वैल्यू 1 से कम है आपको इस कंडीशन को भी पूरा करना होगा कि गामा S और गामा L का मॉडलस 1 से कम होना चाहिए दूसरे शब्दों में गामा S गामा L को यूनिट रेडियस के स्मिथ चार्ट में पूरी तरह से होना चाहिए तो यह भी कंडीशन पूरी होनी चाहिए तो यह एक दिलचस्प डायग्राम है जो फ्रीक्वेंसी के साथ स्टेबिलिटी की वेरिएशन दिखा रहा है जिसमें फ्रीक्वेंसी सर्कल है और यह सर्कल f 1 गीगाहर्ट्ज़ के लिए इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल है हम 14 गीगाहर्ट्ज़ पर देखें हम देखते हैं कि s22 का मॉडलस 1 से कम है इसलिए 14 गीगाहर्ट्ज़ के लिए इस इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल के बाहर के सभी रीजन जो इन सभी रीजनस के लिए स्टेबिल होने चाहिए F 7 गीगाहर्ट्ज़ के लिए भी हम देखते हैं कि s22 मॉडलस 1 से कम है इसलिए इस इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल के बाहर के सभी रीजनस को स्टेबिल होना चाहिए हालाँकि f के बराबर 1 गीगाहर्ट्ज़ s22 मॉडलस 1 से अधिक है दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि इस स्टेबिलिटी सर्कल के बाहर सभी पॉइन्ट्स पोटेंशियली अनस्टेबिल हैं इसलिए यह नहीं है कि केवल यह देखने से कि कोई पॉइन्ट सर्कल के बाहर है या सर्कल के अंदर हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि यह स्टेबिल होगा या पोटेंशियली अनस्टेबिल होगा यदि हम सिर्फ करवेचर पर भरोसा करते हैं तो हम हमेशा इस मामले में सही परिणाम तक नहीं पहुंच सकते हैं इस स्थिति में सर्कल के अंदर 1 गिगाहर्ट्ज़ सर्कल पॉइंट्स के बराबर F स्टेबिल हैं जबकि F 7 और 14 गीगाहर्ट्ज़ पॉइंट्स के बराबर हैं सर्कल स्टेबिल हैं इस मामले में यह स्मिथ चार्ट और स्टेबिलिटी सर्कल की स्थिति का एक और दिलचस्प मामला है यहां हमारा इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल है और यहां हमारा स्मिट चार्ट है

CS rS1 for S221 CL rL1 for S111 यह इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल कैसे स्मित चार्ट के साथ कॉन्कररेंट है इसका एक संभव तरीका है और यह मामला हम अनकंडीशनल स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी की स्थिति लिख सकते हैं बशर्ते कि s11 या s22 का मॉडलस 1 से कम है यह है कि केंद्र का ओरिजिन और स्टेबिलिटी सर्किल की रेडियस की दूरी के बीच का अंतर यदि 1 से अधिक है फिर स्मिथ चार्ट के अंदर के पॉइंट्स अनकंडीशनली स्टेबिल हैं हम इस मामले को देखते हैं इस स्थिति में केंद्र इस स्थिति में है यह सर्किल स्मित चार्ट को टच नहीं करता है इसलिए यदि मैं रेडियस को इस सर्किल के केंद्र की दूरी से ओरिजिन से हटाता हूं तो यह रेडियस है और इससे अधिक होगा स्मिथ चार्ट की रेडियस से यह स्थिति संतुष्ट है इसी तरह इस मामले में सर्कल की स्टेबिलिटी सर्कल कॉन्कररेंट है केंद्र ओरिजिन में है लेकिन इसकी रेडियस स्मिथ चार्ट की तुलना में अधिक है इसलिए यह भी है कि स्मिथ चार्ट के अंदर सभी पॉइंट्स अनकंडीशनली स्टेबिल हैं

μ1 S112S22 S11∆S21S12 ∆S11S22 S12S21 वास्तव में अनकंडीशनल स्टेबिलिटी की चर्चा करते हुए मैंने पहले जो mu क्राइटेरिया का उल्लेख किया है वह है यह याद दिलाता है कि इसके द्वारा दिए गए mu को अनकंडीशनल स्टेबिलिटी के लिए 1 से अधिक होना चाहिए ये दो मामले जो मैंने सिर्फ अनकंडीशनल स्टेबिलिटी के मामले में उल्लेख किए हैं जो स्मिथ चार्ट के अंदर सभी पॉइंट्स हैं हमेशा इस बात पर ध्यान दिए बिना स्थिर रहेगा कि मेरा क्या लोड जुड़ा है तो इस पैरामीटर mu को इस तरह परिभाषित किया गया है कि यह वास्तव में स्टेबिलिटी सर्कल की ओरिजिन और रेडियस से केंद्र की स्थिति के बीच अंतर को मापता है यदि mu 1 से अधिक है तो यह या तो मेल खाती है कि गामा S या गामा L प्लेन के ओरिजिन में इस स्टेबिलिटी सर्कल का केंद्र है और इसमें स्मित चार्ट के रेडियस से बड़ा रेडियस है या यह स्टेबिलिटी सर्कल इस स्मिथ चार्ट के बाहर पूरी तरह से है और इसलिए यह सेण्टर के पोजीशन माइनस स्टेबिलिटी सर्किल के रेडियस का मॉडलस 1 से अधिक है अब अगर आपके पास इस तरह से आपका स्टेबिलिटी सर्किल है

K1K2S11RAS22 ReZ12Z21Z12Z211 मान लीजिए कि आपका आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल कांस्टेंट कंडक्टैंस सर्कल को टच रहा है तो मैं कहता हूं कि कंडक्टैंस की कुछ वैल्यू 1Rb होगी और इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल रेजिस्टेंस Ra कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल को छूता है तो यह पोटेंशियली अनस्टेबिल स्थिति है कुछ वैल्यूस स्मित चार्ट के भीतर होते हैं जिसके लिए गामा S के कुछ वैल्यूस और गामा L के कुछ वैल्यूस के लिए सर्किट दोनों स्टेबिल होते हैं चाहे हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस Ra को जोड़ते हैं ताकि यह इनपुट के लिए अधिक रेजिस्टेंस दे या यदि हम कंडक्टैंस जोड़ते हैं 1Rb आउटपुट पर शंट में अगर हम यह करते हैं तो हम अपनी स्टेबिलिटी सर्किल की पोजीशन को इस तरह शिफ्ट करते हैं कुछ मामलों में यह प्राप्त करना आसान नहीं है उदाहरण के लिए यदि हमारा इनपुट स्टेबिलिटी सर्किल इस तरह का है तो यह वास्तव में किसी भी कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल को नहीं टच कर रहा है अगर कहें कि हमारा आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल इस तरह है यहाँ भी यह किसी भी कांस्टेंट कंडक्टैंस सर्कल को टच नहीं करता है हालाँकि वे इस सर्कल को भले ही यह कहते हैं कि भले ही यह आउटपुट स्टेबिलिटी सर्किल किसी भी कांस्टेंट कंडक्टैंस सर्कल को नहीं टच करता है लेकिन यह कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल को टच करता है और यह इनपुट स्टेबिलिटी सर्किल को टच नहीं करता है भले ही यह किसी भी कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल को न टच हो यह करता है एक कांस्टेंट कंडक्टैंस सर्कल को टच करें और अगर हम इसे इस तरह दिखाते हैं तो यह 1Ra पर कंडक्टैंस सर्कल है जिसे यह इनपुट स्टेबिलिटी सर्किल को टच कर रहा है और Rb कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल है जो इस आउटपुट स्टेबिलिटी सर्किल को टच कर रहा है और अगर हम आउटपुट पर सीरिज़ में Rb को कनेक्ट करते हैं या इनपुट पर शंट में 1Ra जोड़ते हैं तो इसमें से किसी एक को जोड़ते हैं दोनों को नहीं इस मामले में भी जब हम इनपुट पर सीरिज़ रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं और आउटपुट में शंट रेजिस्टेंस दोनों में से किसी एक को करना है तो हम यहां वापस आते हैं जहां इनपुट और आउटपुट स्टेबिलिटी सर्किल रिस्पेक्टिवली कांस्टेंट रेजिस्टेंस या कांस्टेंट कंडक्टैंस सर्कल को टच नहीं करते हैं हालांकि वे रिस्पेक्टिवली एक कांस्टेंट कंडक्टैंस और कांस्टेंट रेजिस्टेंस सर्कल को टच करते हैं फिर अगर हम आउटपुट पर सीरिज़ में रेजिस्टेंस Rb को 1 या इनपुट पर शंट में Ra से कनेक्ट करते हैं तो फिर से हम इस स्टेबिलिटी सर्कल्स की पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं ताकि वे इस तरह बन जाएं तो सारांश में हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी एक एम्पलीफायर डिजाइन का बहुत महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है जब तक एक एम्पलीफायर स्टेबिल नहीं होता है भले ही हम एक निश्चित गेन प्राप्त करते हैं तो वह गेन सस्टेनेबल नहीं होता है लेकिन यहां ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम इस स्टेबिलिटी सर्कल के बारे में चर्चा करते हैं तो हम विभिन्न पोटेंशियली अनस्टेबिल या स्टेबिलि रीजन में स्मित चार्ट को डिवाइड करते हैं और स्टेबिल या अनस्टेबिल रीजन के लिए कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है वास्तव में हमें स्टेबिल और अनस्टेबिल रीजन के बीच एक सीमा मिलती है इसलिए हमारे पास अपने डिजाइन के लिए गामा S या गामा L के बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जिनसे हम चुन सकते हैं और जिसे हमने अंत में चुना है हम अन्य पैरामीटर जैसे गेन या नॉइज़ शामिल कर सकते हैं जैसा कि हम बाद में देखेंगे तो स्टेबिलिटी डिज़ाइन स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ़ व्यू से हमे गामा S या गामा L की यूनिक वैल्यूज़ नहीं देता है बल्कि रीजन देता है जहाँ से हम गामा S और गामा L की वो वैल्यूज चुन सकें जो हमे सही गेन या नॉइज़ फिगर दे धन्यवाद